पिछले व्याख्यान में हमने निश्चित चार्ज समस्या के लिए फॉर्मूलेशन को देखा जहां हमने कुछ सुविधाओं को खोजने और कुछ मांग बिंदुओं पर आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन सुविधाओं की क्षमता को आवंटित किया हमने समस्या के 2 संस्करण देखे एक संस्करण वह है जहां एक मांग बिंदु प्राप्त हो सकता है दो सुविधाओं से दूसरे संस्करण जहां प्रत्येक मांग बिंदु केवल एक सुविधा से मिलता है इसलिए हम यह दिखाने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण लेंगे कि यह निश्चित आवेश समस्या कैसे काम करती है अब हम 3 स्थानों पर विचार करते हैं और इनमें पता लगाने के लिए निर्धारित लागत होगी तो 3 सुविधाओं को निर्धारित लागत के रूप में पांच मिलियन 4 मिलियन और 45 मिलियन में लिया जा सकता है अब क्षमता या इन 3 सुविधाओं में लिया जा सकता है इसलिए उन्हें 1 मिलियन 800000 के रूप में लिया जाता है और 125 मिलियन को कैपेसिटी के रूप में लिया जाता है अब मान लेंगे कि 8 मांग बिंदु हैं और 8 में मांग 200000 है 1 से 4 के लिए और 250000 5 से 8 के लिए हम यह भी मानेंगे कि 3 प्रस्तावित पक्षों से 8 मांग बिंदुओं तक एक इकाई परिवहन लागत है और इन्हें 4 5 5 4 4 42 के रूप में दिया जाता है इसलिए ये परिवहन की इकाई लागतें हैं इसलिए यदि हम निर्माण का उपयोग करते हैं तो हमने पिछले व्याख्यान में देखा तो फॉर्मूलेशन का उद्देश्य वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा सिग्मा फाई वाई वाई प्लस सी आईजे एक्स आईजे इसलिए वाई वाई आई 5 मिलियन वाई 1 प्लस 4 मिलियन में वाई 2 प्लस 45 मिलियन वाई 3 सी ij X ij 4 X 1 1 प्लस 5 में X 1 2 से 5 तक X 1 8 और इतने पर होगा हमारे पास भी बाधाएं हैं हमारे पास इन 3 की क्षमता के लिए 3 बाधाएं हैं जो कि आती हैं मांग की 8 बाधाएं होंगी इसलिए क्षमता के लिए 3 बाधाएं होंगी क्षमता बाधा एक्स आईजे पर समन की तरह होगी j C i Y i से कम या बराबर है इसलिए यदि सुविधा i को चुना जाता है तो एक क्षमता C i है और चीजों को i से ले जाया जा सकता है इसलिए यह क्षमता की कमी होगी यह मांग की कमी होगी प्रत्येक योग के लिए i से अधिक या उससे अधिक होगा से डी जे जो उस आइटम की मांग है इसलिए हम वास्तव में इस समस्या को हल कर सकते हैं आशावादी रूप से और मैं इसका इष्टतम समाधान दूंगा तो इष्टतम समाधान वाई 2 के बराबर वाई 3 के बराबर 1 एक्स 2 2 एक्स 2 3 एक्स 3 1 1 3 4 के बराबर होगा 200000 एक्स 2 8 एक्स 3 6 6 एक्स 3 7 के बराबर 250000 एक्स 2 5 के बराबर है 15000 X 1 5 100000 के बराबर इसलिए यदि आप इस समाधान को देखते हैं तो इष्टतम समाधान ने Y 2 और Y 3 को चुना है इसलिए इसने इसे भी चुना है इसलिए 94 प्लस 45 85 मिलियन की लागत है निश्चित लागत होगी और स्थान अब इन 2 को चुना गया है इसलिए इसे और इसे चुना गया है तो क्षमता 800 प्लस 1 2 5 0 है इसलिए 2 0 5 0 0 0 0 इसलिए उपलब्ध क्षमता 2 0 5 0 0 0 के बराबर है आवश्यकता 200000 4 में है जो 800000 प्लस 250000 में 4 है जो एक है मिलियन इसलिए आवश्यकता 1 8 0 होगी इसलिए कुल आवश्यकता 18 मिलियन है जबकि कुल क्षमता 2 0 5 0 0 0 0 0 है इसलिए हमारे पास इन 8 स्थानों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और आइए देखें कि कैसे विभिन्न मांगों के लिए स्थित क्षमताएं तो हमारे पास एक्स 2 2 200000 के बराबर है इसलिए यह 200 देगा मैं सिर्फ 200 लिख रहा हूं लेकिन यह 200000 X 2 3 200 है इसलिए यहां एक और 200 है X 3 1 200 है इसलिए X 3 1 है 200 है एक्स 3 4 200 है एक्स 2 8 250 है एक्स 3 6 250 है और एक्स 3 7 250 है 2 5 150 है और एक्स 3 5 100000 होना चाहिए तो यह 1 2 नहीं होना चाहिए यह X 3 5 X 3 5 होना चाहिए 100000 1 5 यहां नहीं आएगा क्योंकि सुविधा एक को केवल 2 और 3 नहीं चुना जाता है इसलिए परिवहन केवल 2 और 3 सुविधाओं से ही हो सकता है अब हम महसूस करते हैं कि अगर हम इस क्षमता को देखते हैं तो यह क्षमता 800000 है यह क्षमता 1 2 5 0 0 0 0 0 है अब हम महसूस करते हैं कि इस 800 क्षमता का उपयोग इस तरह किया जाता है जैसे 200 200 याद रखें कि ये अधिकतम में हैं इसलिए 200 प्लस 200 400 550 प्लस 250 800 है 800000 का उपयोग किया जाता है यहाँ यह २०० २०० ४०० से अधिक १०० ५०० ५०० से अधिक है १५०० से अधिक है ५०० से ५००० है इसलिए यहां एक अतिरिक्त क्षमता बची हुई है इसलिए इस समाधान से उन सभी की मांग भी पूरी होती है तो इस समाधान की लागत में 2 घटक हैं एक निश्चित लागत घटक है दूसरा एक चर लागत घटक है निश्चित लागत घटक इन 2 का योग है जो 85 मिलियन है परिवर्तनीय लागत घटक इनका गुणन और अंतिम मूल्य होगा जब हमें पता चलता है कि इष्टतम पर कुल लागत 1 5 5 1 5 5 0 0 0 के बराबर है यह इष्टतम लागत के रूप में आता है अब यह समाधान है कि हम प्राप्त करते हैं अगर हम इस समस्या को पूर्णांक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में तैयार करते हैं और हल करते हैं कभी कभी इस समस्या के लिए हेयुरिस्टिक समाधान भी मांगे जाते हैं जहां हेयुरिस्टिक समाधान 2 प्रकार के हो सकते हैं एक कोशिश है और लागत के संदर्भ में पता लगाना है और इस हिस्से को स्थानीय रूप से अनुकूलित करना है जो कि कुल निश्चित लागत है जो आवश्यक है जिसका अर्थ है कि उन सुविधाओं का चयन करना जिनके पास कम निश्चित लागत है जो कुल मांग को पूरा कर सकते हैं इसलिए जो हमें ये 2 सुविधाएं देगा और एक बार इन 2 सुविधाओं को चुने जाने के बाद यह एक नहीं चुनी जाती है केवल इन 2 को लें और इन सुविधाओं की आपूर्ति और वहां ली गई मांग के साथ परिवहन समस्या को हल करें उस का समाधान इसे हल करने का एक और तरीका है पहले एक परिवहन समस्या को हल करने की कोशिश करना इन सभी को देखना और फिर हम कोशिश करेंगे और कुछ सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है कुछ सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है हम इस मामले में एक समाधान प्राप्त कर सकते हैं जहां अगर हम इसे एक परिवहन समस्या के रूप में हल करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास अभी भी यहां यहां और यहां से कुछ आवंटन हो सकते हैं जिसका अर्थ है यदि हम परिवहन समस्या को बेहतर तरीके से हल करते हैं तो हो सकता है कि वह हमें इसमें से कुछ भेजने इस से कुछ भेजने और इस से कुछ भेजने के लिए कहे ऐसा हो सकता है इस विशेष उदाहरण में यह नहीं हो सकता है क्योंकि इन 2 को एक साथ रखने की पर्याप्त क्षमता है और यहां सभी लागतें इस एक को छोड़कर लागत से अधिक या बराबर हैं तो यह अभी भी नहीं हो सकता है लेकिन तब यदि हमारे पास विभिन्न प्रकार के डेटा हैं और यदि हम एक परिवहन समस्या को हल करते हैं तो यह यहां कुछ आवंटन यहां से कुछ आवंटन और यहां से कुछ आवंटन दे सकता है लेकिन फिर सभी 3 स्थानों में सभी 3 को बनाना महंगा होगा क्योंकि अतिरिक्त क्षमता और बहुत अधिक लागत दोनों होने वाली है फिर परिवहन समाधान से हम कुछ स्थानीय अनुकूलन कर सकते हैं इसे आज़माने और कम करने के लिए आगे की लागत लेकिन इस तरह के छोटे आकार की समस्या के लिए जिसमें केवल 3 संभावित स्थान और 8 मांग बिंदु शामिल हैं इस समस्या को आसानी से हल करना आसान है किसी भी सॉल्वर का उपयोग करके और समस्या का सबसे अच्छा समाधान प्राप्त करने का प्रयास करें अब इसका दूसरा रूपांतर एक ऐसा मामला है जहां एक मांग पूरी तरह से एक सुविधा से मिलती है न कि एक से अधिक सुविधाओं से यदि हम इस विशेष उदाहरण को देखें तो इसकी मांग केवल यहीं से मिलती है केवल यहाँ से केवल यहाँ से केवल यहाँ से ५ को २ और ३ से मुलाकात की जाती है अन्यथा में से out of में से here मांगें बताती हैं मांगें केवल एक सुविधा से आपूर्ति से पूरी होती हैं और २ से नहीं मांग ०५ को छोड़कर जो मिलती है स्थान 2 से 150 और स्थान 3 से 100 इसलिए अगर हम एक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाते हैं तो पूरी मांग को पूरा करना है केवल 1 आपूर्ति से हमने उसके लिए सूत्रीकरण देखा है हमने कहा है कि C ij D j X ij X ij 1 के बराबर है यदि सुविधा I मांग बिंदु j की आवश्यकता को पूरा करता है और हमने इस मामले में यह भी कहा कि यह डी जे एक्स आईजे होना चाहिए या सी आई वाई आई के बराबर या एक्स आईजे 1 के बराबर होना चाहिए इसलिए यह केवल एक सुविधा से आता है हम पहले से ही इस व्याख्यान को पिछले व्याख्यान में देख चुके हैं अब हम इसका केवल समाधान दिखाएंगे इसलिए इस मामले में क्या होगा अतिरिक्त क्षमता है यह पूरी मांग यहां से पूरी की जाएगी तो समाधान अब बन जाएगा समाधान में एकमात्र परिवर्तन यह होगा कि X 3 5 1 के बराबर होगा और 5 की पूरी मांग केवल इससे पूरी की जाएगी इसलिए यह पर्याप्त क्षमता होगी मीलऩा इस 800000 को 200 प्लस 200 के रूप में खर्च किया जाएगा और 250 के बारे में 150 का उपयोग यहां नहीं किया जाएगा यह पूरा 150 यहां 200 200 250 250 और 250 प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा यह अभी भी 1 2 5 0 0 0 0 0 के भीतर होगा तो समाधान अभी भी X 3 5 1 के बराबर होगा जिसका अर्थ है कि 5 की सभी मांग पूरी तरह से आपूर्ति 3 से पूरी की जाएगी क्योंकि जब हम समर्पित सुविधाओं पर विचार करते हैं तो पूरी मांग 1 आपूर्ति X ij से पूरी होगी 1 के बराबर अगर आपूर्ति मैं j के लिए पूरी मांग को पूरा करता है तो समाधान एक्स 3 1 के बराबर 1 एक्स 2 2 के बराबर 1 एक्स 2 3 के बराबर 1 एक्स 3 4 के बराबर 1 एक्स 3 5 के बराबर 1 एक्स 3 6 के 1 एक्स 3 के बराबर होगा 7 1 के बराबर और X 2 8 1 के बराबर तो एक अतिरिक्त लागत होगी और यह अतिरिक्त लागत इस 100 और 50000 में 04 हो जाएगी अतिरिक्त लागत होगी जिसे हम समर्पित करेंगे यदि हम समर्पित सुविधाओं के साथ इस समस्या को हल करते हैं तो यह एक संख्यात्मक उदाहरण है जो हमें बताता है कि फिक्स्ड चार्ज समस्या कैसे काम करती है एक स्थान घटक है फिक्स्ड चार्ज समस्या के लिए एक आवंटन घटक है फिक्स्ड चार्ज को हल करने में अभी भी कुछ दिलचस्प मुद्दे हैं मुसीबत

एक यह फाई सुविधा की स्थापना की निर्धारित लागत का प्रतिनिधित्व करता है जबकि सी आईजे एक्स आईजे चुने हुए सुविधाओं से मांग बिंदुओं तक वस्तुओं के परिवहन की लागत का प्रतिनिधित्व करता है अब एक डी जे भी है जो यहां आता है डी जे पीरियड जे के दौरान की मांग है अब वह अवधि क्या है अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यह एक सुविधा को आवंटित करने या पता लगाने के समय की लागत की तरह है जबकि यह है हर बार परिवहन है तो फाई और सी आईजे को परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका इस तरह है इसे खोजने में प्रति वर्ष किसी न किसी तरह की बराबर लागत के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए यदि इस सुविधा का वास्तविक जीवन काल है या 10 वर्षों का उपयोग करने की अवधि है और जो भी कुल फाई है उसे 1 वर्ष के समतुल्य नीचे लाया जाना चाहिए अब dj को बिंदु j पर 1 वर्ष और C ij की मांग का प्रतिनिधित्व करना चाहिए परिवहन की इकाई लागत है तो कि ये दोनों वास्तव में एक निश्चित समय अवधि के अनुरूप लागत और उसी समय अवधि के अनुरूप हैं इसलिए यदि बिंदु j में प्रति माह D j की मांग है तो फाई को पर्याप्त रूप से बराबर मासिक लागत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए अगर हम इस जगह में इस सुविधा का पता लगाने के लिए थे i इसलिए किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि फाई वह लागत है जो संयंत्र के 5 साल के जीवन पर खर्च की जाती है जबकि डी जे एक मासिक मांग है निश्चित रूप से हम जो बनाते हैं वह एक ही वस्तु है या डी जे प्रतिनिधित्व करता है एक समान एकल आइटम की मांग एक और धारणा जो हम बनाते हैं वह यह है कि यह D j समय के साथ बदलने वाला नहीं है इसलिए D j समतुल्य अवधि के लिए समतुल्य वस्तु के बिंदु j पर मांग का प्रतिनिधित्व करता है तो विशेष रूप से दोनों फाई और डी जे ये 2 पैरामीटर एक स्थान के लिए लागत पैरामीटर हैं और दूसरा मांग पैरामीटर है एक को यह सुनिश्चित करना है कि वे अवधि का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त रूप से फैक्टर किए गए हैं जिसके लिए यह लागत गणना की जाती है तो यह एक वार्षिक लागत के रूप में गणना करने के लिए प्रथागत है इसलिए अक्सर फाई को प्रति वर्ष बराबर राशि के रूप में लिया जाता है और डी जे को 1 वर्ष के बराबर उत्पाद की मांग के रूप में लिया जाता है इसलिए कि हम इस समस्या को हल करने के लिए संकेतन और एल्गोरिदम के उपयोग के साथ संगत हैं अब हम वास्तव में मध्यवर्ती सुविधाओं पर भी विचार करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में इस निश्चित आवेश समस्या का विस्तार कर सकते हैं इसलिए जब हमने मूल निर्धारित आवेश समस्या को देखा तो हमने कहा कि संयंत्र या उत्पादन सुविधाएं हैं और मांग बिंदु या वितरण बिंदु हैं अब हम मध्यवर्ती सुविधाओं पर विचार करने के लिए इसका विस्तार कर सकते हैं तो यहाँ कारखाने हो सकते हैं यहाँ गोदाम या वितरण केंद्र होंगे और फिर खुदरा या ग्राहक या ग्राहक होंगे इसलिए हमारे पास इन कारखानों के लिए कई स्थान होंगे अब के लिए अलग अलग संभावित स्थान हो सकते हैं वितरण केंद्र और फिर कई ग्राहक हो सकते हैं जो यहाँ हैं अब जहाँ तक यह है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक कारखाने का पता लगाने की एक निश्चित लागत है इस स्थान पर एक गोदाम का पता लगाने की एक निश्चित लागत हो सकती है तो फिर हम करेंगे और यहाँ C i की क्षमता होगी और यहाँ कुछ R j की क्षमता हो सकती है और ग्राहक k से D k की माँग होगी तो अब निर्णय चर एक्स आईजी बन जाएंगे कारखानों और वितरण केंद्रों के बीच ले जाने वाली मात्राएं हैं और वाई जेके वे मात्राएं हैं जो वितरण केंद्रों और खुदरा विक्रेताओं के बीच ले जाए जाते हैं तो वहाँ सुविधाओं का पता लगाने की एक निश्चित लागत है और चर परिवहन लागत है तो समस्या फाई वाई वाई को कम करने के लिए होगी अब हम इसे वाई आई नहीं कहते हैं आइए इसे एक्सवाईजेड आई के रूप में कहते हैं इसलिए जेड आई 1 के बराबर अगर हम जगह में एक कारखाने का पता लगाते हैं तो प्लस जीजे कहते हैं आर जे जहां R j 1 के बराबर है अगर हम जगह j प्लस C ij X ij में एक गोदाम का पता लगाते हैं तो एक और योग C ij i और j और X ij के बीच परिवहन की इकाई लागत है जो कि परिवहन की जाने वाली मात्रा C jk Y jk है जहाँ C jk इस से परिवहन की इकाई लागत है तो यह वस्तुनिष्ठ कार्य होगा जिसमें स्थान लागत साथ ही परिवहन लागत भी शामिल है अब पहली चीज जो हमें चाहिए वह है इसलिए क्या निकलता है इसलिए सिग्मा एक्स आईजे एक्स आईजे एक विशेष i से सभी जे पर अभिव्यक्त किया जाता है इसलिए इससे जो भी इसमें जाता है और एक दूसरा योग भी यहां होता है क्योंकि 2 सुविधाएं शामिल हैं इसलिए जो कुछ भी बाहर जाता है अगर यह उसकी क्षमता C i से कम या उसके बराबर होना चाहिए तो सिग्मा X ij को सभी के लिए योग करना चाहिए C i से Z i Z i के बराबर या उससे कम हो केवल तभी आता है जब सुविधा को चुना जाता है मैं उसमें से कुछ स्थानांतरित कर सकता हूं इसलिए जो भी बाहर जाता है वह C i Z i से कम या उसके बराबर है अब जहां तक इन गोदामों का संबंध है जो भी इसे प्राप्त करता है वह पहले दो चीजें होना चाहिए यह प्राप्त कर सकता है और कुछ मात्रा X ij केवल जब गोदाम खोला जाता है अन्यथा यह प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए जहां तक हर गोदाम का सवाल है जो भी इसे प्राप्त करता है वह जो भी है उस पर जो भी प्राप्त होता है उसे लिखने का एक तरीका यह है कि आर जे में बड़े मीटर से कम या बराबर होना चाहिए तो R j केवल 1 ही है जब यहां एक गोदाम खोला जाता है इसलिए केवल जब एक गोदाम खोला जाता है तो यह कुछ प्राप्त कर सकता है अगर गोदाम नहीं खोला जाता है तो यह R j 0 होगा बिग M बड़ा और सकारात्मक है इसलिए यह इसे प्राप्त नहीं कर सकता यदि यह गोदाम खोला जाता है तो जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह अभी अनंत मात्रा में है लेकिन अगर इस संबंध में कोई क्षमता है जो कि है तो अब मैं यहां परिभाषित करता हूं अब R j एक वैरिएबल है अब मुझे यह लिखना है कि R j 1 के बराबर है अगर वेयरहाउस j को खोला जाता है और S j को वेयरहाउस j की क्षमता है तो एक अन्य तरीका यह है कि बड़े m कहने के बजाय तो जो कुछ भी प्राप्त होता है वह S j R j से कम या उसके बराबर होना चाहिए R j वैरिएबल S j है यह ज्ञात क्षमता है कि यह वहाँ है अब इसी तरह जो भी इस गोदाम को छोड़ता है वह केवल एक गोदाम से निकल सकता है जिसे खोला जाता है इसलिए k पर sigma Y jk summed को भी S j के बराबर या उससे कम होना चाहिए आर जे अब जो कुछ भी छोड़ता है वह केवल एक खुले गोदाम से निकल सकता है और जो पत्ते गोदाम की क्षमता के भीतर होना चाहिए इसलिए Y jk को सभी k पर अभिव्यक्त किया जाना चाहिए इसलिए चुने गए गोदाम से जो भी पत्तियां क्षमता से कम या बराबर होनी चाहिए गोदाम और जो भी ग्राहक तक पहुंचता है तो सिग्मा Y jk से अधिक जे को डी के बराबर या ग्राहक के मांग के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए अब हमारे पास Z i R j बाइनरी और X ij और Y jk के रूप में 0 से अधिक या बराबर होगा जो परिवहन मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यह एक बहु सुविधा या एक बहु स्तरीय स्थान आवंटन समस्या का एक सामान्य सूत्रीकरण है जहाँ हम उत्पादन वितरण नेटवर्क में यहां 3 स्तरों पर विचार करें और हम कहते हैं कि 2 चरण यह एक चरण है यह हिस्सा एक और चरण या अनिवार्य रूप से है कारखाने और गोदाम के बीच और गोदाम और खुदरा विक्रेता के बीच 3 स्तर और 2 सेट हैं अब कोई बीच में एक और स्तर को शामिल करके इसका विस्तार कर सकता है जो अलग अलग वितरण केंद्रों के साथ साथ कारखानों के गोदाम भी हो सकते हैं साथ ही खुदरा और स्थान कारखानों के गोदामों और वितरण केंद्रों तक सीमित रहेंगे इसलिए आपूर्ति श्रृंखला में कितने स्तर हैं इस पर निर्भर करता है कि सूत्रीकरण बड़ा और बड़ा हो सकता है अभी सूत्रीकरण केवल एक आइटम या एक ही आइटम के बारे में बात करता है जिसे ले जाया जा रहा है तो डी के को केवल ग्राहक की या खुदरा विक्रेता की मांग के रूप में परिभाषित किया जाता है कश्मीर जो कि एक आइटम के लिए है एक समकक्ष वस्तु के लिए फिर हम इसमें कई आइटम जोड़ सकते हैं और इस मांग का अब एक दूसरा आयाम होगा जो है ग्राहक पर कश्मीर एक विशेष आइटम के लिए एल जिस स्थिति में अब उत्पादन क्षमता को परिभाषित करना होगा प्रत्येक आइटम के उत्पादन के लिए यह C i नहीं होगा यह C i l होगा फिर हमारे पास एक और आयाम के रूप में भी समय होगा जहां विभिन्न समय अवधि के लिए मांग दी जा सकती है इसलिए डी अब ग्राहक पी के की तरफ से डी एलएम बन जाएगा जिस स्थिति में क्षमताओं को अलग अलग समय अवधि के लिए अलग अलग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है लेकिन प्रत्येक समय अवधि के लिए एक ही क्षमता है लेकिन अलग अलग मदों के लिए इसलिए यह एक और सबस्क्रिप्ट होगी जो आती है अब ये क्षमताएं जो हमारे एस जे की हैं अब आइटम वार को भी परिभाषित किया जा सकता है या इसे गोदाम की क्षमता पर एक सामान्य ऊपरी सीमा के रूप में रखा जा सकता है कभी कभी आइटम कैपेसिटी तस्वीर में आ जाती है अगर अलग अलग आइटम अलग अलग आकार के होते हैं या अगर अलग अलग आइटम और उत्पादों को किसी विशेष प्रकार के उपकरण या बुनियादी ढांचे को संरक्षित करने और रखने के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो इस मामले में क्षमता अब अतिरिक्त आइटम बन जाएगी जगह में क्षमता के लिए तो एक और आयाम होगा जो अंदर आएगा इसलिए हम आयामों की संख्या को जोड़ते हैं जो समस्या चर की संख्या और बाधाओं की संख्या के संदर्भ में कहीं अधिक बड़ी और जटिल हो जाती है अभी लागत या स्थान की लागत और वितरण की लागत कभी कभी जब हम मल्टी पीरियड समस्याओं पर विचार करते हैं तो हम इन्वेंट्री की लागत और उस अवधि में मांग को पूरा नहीं करने की लागत को भी देखेंगे इसलिए हम ऐसे शब्दों को जोड़ सकते हैं जो इन्वेंट्री लागत साथ ही कमी या बैक ऑर्डर लागत के लिए हैं अगर हम इस फॉर्मूलेशन में कई समय अवधि मानते हैं इसलिए सूत्रीकरण बहुत बड़ा और बड़ा हो सकता है जो विशेष रूप से हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब हम बड़ी संख्या में सुविधाओं पर विचार कर रहे हैं हम कई वस्तुओं पर विचार कर रहे हैं और हम कई अवधियों पर विचार कर रहे हैं इसलिए ऐसे मामलों में इष्टतम समाधान प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और लोग इस समस्या को हल करने के लिए अनुमानी समाधानों का उपयोग करने का सहारा लेंगे फिर भी यह व्यापक फ्रेम वर्क है जिसके साथ हम हैं आपूर्ति श्रृंखला के संपर्कों में स्थान आवंटन समस्याओं या फिक्स्ड चार्ज की समस्याओं को तैयार करना और हल करना अब हम अगले भाग पर जाते हैं जो कि लेआउट के बारे में है अब स्थान में अब तक हमने यह भी बताया कि किसी भी संगठन की सफलता के लिए सुविधा का पता लगाने के लिए स्थान निर्णय सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक हैं फैक्टरियों का पता कहां से लगता है केंद्रीय डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वेटेरा कहां है ये रणनीतिक फैसले हैं जो वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन की सफलता को समर्पित करते हैं अब स्थान से हम सुविधाओं के सापेक्ष स्थान के बारे में हमेशा बातचीत में लेआउट की ओर बढ़ते हैं इसलिए जब लेआउट की बात आती है तो सापेक्ष शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है इसलिए लेआउट एक चुने हुए संयंत्र या स्थान के अंदर सुविधाओं के सापेक्ष स्थान है अनिवार्य रूप से ऐसा है हमने कहीं एक कारखाने का पता लगाने का फैसला किया है अब उस कुछ विभागों के भीतर स्थित होना है इसलिए लेआउट आम तौर पर चुने हुए संयंत्र के भीतर सुविधाओं या विभागों के स्थान के बारे में बात करता है इसलिए 4 या 5 विभाग हो सकते हैं और एक अपेक्षाकृत कैसे पता चलता है ये 4 या 5 चीजें अंदर अब सापेक्ष स्थान का एक प्रश्न चित्र में क्यों आता है अब यदि उदाहरण के लिए हमारे पास 4 विभाग हैं जिन्हें एक निश्चित स्थान पर या एक निश्चित कारखाने के भीतर स्थित होना है और मान लीजिए हम विभाग 1 यहाँ विभाग 2 यहाँ विभाग 3 यहाँ और विभाग 4 यहाँ ढूँढते हैं अब 4 स्थान हैं जहाँ ये 4 विभाग स्थित हो सकते हैं अब इसे स्थान 1 कहा जाता है या आमतौर पर साइट 1 साइट 2 कहा जाता है साइट 3 साइट 4 तो इसमें उदाहरण के लिए हम साइट 1 में विभाग 1 साइट 2 में विभाग 2 साइट 3 में विभाग 3 साइट 4 में विभाग 4 के बारे में बात कर रहे हैं हमारे पास एक और स्थिति हो सकती है जहां विभाग एक साइट 4 में स्थित है विभाग 2 साइट 3 में स्थित है विभाग 3 साइट 2 में स्थित है विभाग 4 साइट 1 में स्थित है यह एक और संभावना है अब हम ध्यान केंद्रित क्यों कर रहे हैं रिश्तेदार स्थान पर इतना कारण यह है कि यह हमें समग्र सुविधा और 4 विभाग स्थित हैं जो हम सभी लेआउट समस्याओं में मान रहे हैं यह कहना है एक सामग्री आंदोलन होगा विभागों तो आइए हम कुछ wij को कॉल करते हैं क्योंकि विभाग i से j तक सामग्री की आवाजाही की मात्रा और यह सामग्री विभिन्न स्थानों पर जाती है अब साइटों k और l के बीच एक दूरी है जिसे हम dk l कहते हैं तो अगर हमारे पास इस तरह का एक लेआउट है तो कुल सामग्री आंदोलन होगा यह आमतौर पर टन में दिया जाता है यह किलो मीटर में है इसलिए यह एक वजन माप है यह एक दूरी उपाय है इसलिए सामग्री आंदोलन में दूरी माप में टन किलो मीटर या वजन की एक इकाई होती है इसलिए यदि हमारे पास इस तरह का एक लेआउट है फिर कुल सामग्री आंदोलन 1 से 2 तक डब्ल्यू 1 2 होगा सामग्री आंदोलन है डी 1 2 डब्ल्यू 1 2 में डी 3 4 में क्योंकि विभाग 1 साइट 4 में स्थित है विभाग 2 साइट 3 में स्थित है इसलिए w 1 2 मात्रा की सामग्री 1 से 2 तक चलती है और d 4 3 की दूरी तय करती है 4 से 3 तक यह चलती है हम समरूपता द्वारा मान लेंगे कि d 4 3 d 3 4 के समान है इसी तरह 2 से 1 तक जो भी चलता है वह दूरी d 3 4 को भी स्थानांतरित करेगा इसलिए हमारे पास w 3 4 में 2 1 होगा अब n 1 और 3 के बीच 1 3 d 2 4 प्लस w 3 1 d 2 4 जगाने जा रहा है और जो कुछ भी यहाँ से चलता है उसी तरह w 1 4 d 1 4 plus w 4 1 d 1 4 यह इन दोनों के बीच की बातचीत है अब इन दोनों के बीच की बातचीत w 2 3 d 2 3 प्लस w 3 2 d 2 3 3 होगी इन 2 के बीच की बातचीत w 2 4 d 2 4 plus w 4 होगी 2 d 2 4 और अंत में यहाँ पर बातचीत w 3 4 d 1 2 plus w 4 3 d 1 2 होगी लेकिन अगर दूसरी तरफ हम इस लेआउट का पालन नहीं करते हैं लेकिन इसके बजाय हम कुछ अन्य लेआउट का अनुसरण करते हैं जहां कहते हैं कि 1 1 में जाता है 2 2 में जाता है 3 3 में जाता है और 4 4 में जाता है यह साइट 1 साइट 2 साइट 3 साइट 4 है फिर दूरी टन किलो मीटर माप में वजन डब्ल्यू 1 2 डी 1 2 प्लस डब्ल्यू 2 1 डी 1 2 डब्ल्यू 1 3 डी 1 3 डब्ल्यू 3 1 डी 1 3 1 हो जाएगा डब्ल्यू १ ४ डी १ ४ डब्ल्यू ४ १ डी १ ४ डब्ल्यू २ ३ डी २ ३ डब्ल्यू ३ २ डी २ ३ डब्ल्यू २ ४ डी २ ४ डब्ल्यू ४ २ डी २ ४ डब्ल्यू ३ ४ डी ३ ४ डब्ल्यू 4 3 डी 3 4 तो अगर हम इस लेआउट का अनुसरण करते हैं तो यह कुल टन किलो मीटर है अगर हम इस लेआउट का पालन करते हैं तो यह कुल टन किलो मीटर है अब जो भी सस्ता या कम महंगा है हम उसका उपयोग करेंगे इसलिए एक दूसरे के संबंध में उन्हें अपेक्षाकृत रेखांकित करने की समस्या महत्वपूर्ण हो जाती है तो लेआउट में हमारे पास सामान्य रूप से 2 प्रकार के लेआउट मॉडल होते हैं जिनमें से कुछ को गुणात्मक लेआउट मॉडल कहा जाता है और हमारे पास मात्रात्मक लेआउट मॉडल होते हैं अब एक विशिष्ट मात्रात्मक लेआउट मॉडल में जैसे कि हमने क्या देखा है हमारे पास जाग मैट्रिक्स होगा जो सामग्री आंदोलन मैट्रिक्स है और फिर हमारे पास दूरी मैट्रिक्स होगा और फिर हम उन्हें विभिन्न साइटों में डालने के विभिन्न संयोजनों की कोशिश करना चाहते हैं और फिर कुल टन का मूल्यांकन टन किलो मीटर या वजन में दूरी पर करना और यह पता लगाने की कोशिश करना है जो सबसे अच्छा है इसलिए मात्रात्मक मॉडल उस गुणात्मक मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो दूसरी तरफ समस्या को थोड़ा अलग तरीके से पेश करते हैं जिस तरह से हम अभी देखेंगे तो अगर हमारे पास 4 विभाग हैं हम कहते हैं हमारे पास 4 विभाग हैं और उन्हें अपेक्षाकृत कुछ स्थानों पर रखा जाना है अब हम गुणात्मक मॉडल में क्या करते हैं क्या हम एक पत्र या एक सूचकांक को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं जो इन सुविधाओं के सापेक्ष महत्व को बंद करने के लिए स्थित है एक दूसरे को आमतौर पर हम एईआईओ और यू जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं कभी कभी एक्स का भी उपयोग किया जाता है जहां ए का मतलब यह बिल्कुल आवश्यक है ई का अर्थ आवश्यक है मैं महत्वपूर्ण हूं ओ सामान्य रूप से साधारण निकटता वांछनीय है यू महत्वहीन है और एक्स सभी आवश्यक नहीं है या बेहद महत्वहीन अब हम जो करते हैं वह केवल हम कहते हैं 4 सुविधाएं विभाग हैं जिन्हें आवंटित किया जाना है इसलिए हम जो करते हैं वह कोशिश करते हैं और एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो AEIOU से बना है और विशेषज्ञों को परिभाषित करने के लिए कहेंगे कैसे यह महत्वपूर्ण है कि इन दोनों उदाहरण के लिए एक दूसरे के करीब इन सुविधाओं को रखने के लिए हमारे पास 4 विभाग होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 अब कोई कह सकता है कि यहां कोई O भर सकता है कोई यहां A भर सकता है कोई यहां X भर सकता है कोई यहां E भर सकता है कोई X भर सकता है यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ A भर सकता है इसलिए यहां हम वजन या सामग्री की गति और दूरी के माध्यम से सापेक्ष महत्व को निर्धारित नहीं कर रहे हैं यहां हम विशेषज्ञों से यह पूछने के लिए कहते हैं कि उन्होंने क्या देखा है और उनके विचार के आधार पर कितना महत्वपूर्ण है यह 2 इन 2 सुविधाओं को एक दूसरे के करीब रखता है इसलिए वे इस मैट्रिक्स के अंदर एक या एक या ई या एआई या एयू को चिह्नित करेंगे कभी कभी यह सममित होता है कभी कभी इसे सममित होने की आवश्यकता नहीं होती है सामान्य तौर पर यह मान लेना गलत नहीं है कि यह सममित है लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से w ij की स्थितियों से गुजरते हैं तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां सामग्री के प्रवाह की दिशा 1 से 2 तक होगी और 2 से 1 नहीं और इसलिए वे सममित नहीं हो सकते हैं लेकिन द्वारा और बड़े समरूपता को मान लिया जाता है इसलिए यदि कोई व्यक्ति और ए या ई या आई या ओ या यू या एक्स तो इन ए में से सबसे बड़ी बात है इसलिए यदि कोई ए है तो आप चाहते हैं कि ये 2 एक दूसरे के बहुत करीब हों अगर कोई यू या एक्स है तो आप बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहते हैं आप उन्हें नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं कि वे दूर रहें दूर अब इन के आधार पर हम इन विभागों के किसी प्रकार के सापेक्ष स्थान को देख सकते हैं अब हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं और कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि U के बीच एक U है 1 और 3 के बीच A है अब हम इन 4 विभागों को कुछ प्रकार के क्षेत्र भी सौंप सकते हैं मान लीजिए कि हम कहते हैं कि इन सभी विभागों के लिए स्थान की आवश्यकता है और बता दें कि विभाग को 1 स्थान के लिए 20 इकाइयों की आवश्यकता होती है विभाग 2 को 18 इकाइयों की आवश्यकता होती है विभाग 3 के लिए 40 की आवश्यकता होती है अंतरिक्ष की इकाइयों विभाग 4 को अंतरिक्ष की 30 इकाइयों की आवश्यकता होती है अब हम महसूस करते हैं कि 1 और 3 एक है इसलिए एक अंतरिक्ष की 20 इकाइयाँ हैं इसलिए हम एक वर्ग के रूप में करीब एक आयत और कोशिश कर सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 20 है इसलिए हम 5 से 4 के बारे में सोच सकते हैं इसलिए हम यहां 5 बाय 4 के साथ यहां सुविधा दे सकते हैं इसलिए यह 5 बाय 4 और उसके बाद 1 से 3 है यह विभाग 1 विभाग 1 है जिसमें क्षेत्र 25 बाय 4 विभाग 3 सबसे अच्छा है इसलिए यहां यह है 40 है हम 8 से 5 आयत के संदर्भ में सोच सकते हैं जो एक वर्ग के करीब है तो हम शब्दों के बारे में सोच सकते हैं यह 5 है और यह 4 है इसलिए हम एक और 8 को 5 कर सकते हैं जो कि सुविधा 3 है इसलिए यह 8 बाई 5 है यह 4 बाई 5 है मुझे एक अलग रंग का उपयोग करने दें यह दिखाएं कि ये सुविधाएं हैं इसलिए 1 और 3 अब 3 और 4 के बीच एक और है जो यहाँ है इसलिए 3 और 4 में इतनी 4 की आवश्यकता है 30 इसलिए हम पाँच के संदर्भ में सोच सकते हैं 6 तो यहाँ एक 5 है हम सोच सकते हैं अब हम कोशिश कर सकते हैं और डाल दिया और अब A के रूप में 3 और 4 इसलिए हम सोच सकते हैं कि यहाँ आने वाले 4 या 4 यहाँ आ सकते हैं या 4 यहाँ आ सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि यह पूरी चीज़ एक बहुत ही चौकोर या एक आयत हो तो हम करेंगे विभाग संख्या 4 को यहां 30 के साथ रखें तो हम 5 में 6 हो सकते हैं इसलिए विभाग 4 यहां आएगा इसलिए यह विभाग 4 है जिसमें 5 और 6 हैं अब केवल एक ही शेष 2 है इसलिए 2 एक OE और X के रूप में है इसलिए E अगला सबसे अच्छा 2 है 3 से ई है तो हम यहाँ 2 डालने के संदर्भ में सोचेंगे 2 18 है इसलिए 2 एक 6 में 3 हो सकता है या यह 5 से 4 शून्य से थोड़ी मात्रा में होगा इसलिए हम सोच सकते हैं कि 2 यहाँ कहीं आ रहा है क्योंकि 2 से 4 भी एक X 2 1 है 2 है तो हम ऐसा कर सकते हैं या हम यहाँ 2 से ऊपर रखने के संदर्भ में सोच सकते हैं जो संभव भी हो सकता है क्योंकि 2 से 3 ई है 1 से 2 भी ओ है तो इसे ऊपर रखना 1 और 2 को एक दूसरे के करीब लाएगा इसलिए आमतौर पर 1 यह कहेगा कि यह कैसे है हमारे पास विभागों 1 2 3 और 4 के लिए लेआउट होगा अब पूरी बात में निश्चितता है लेकिन अभी भी एक निश्चित कारण और अपेक्षाकृत वैज्ञानिक तरीका है उन्हें रखने के लिए इनमें से कुछ की देखभाल करने के लिए एल्गोरिथ्म के बेहतर संस्करण हैं जिन्हें हमने अभी वर्णित किया है लेकिन अधिकांश गुणात्मक एल्गोरिदम एक मैट्रिक्स उत्पन्न करने की कोशिश करने के एक मूल सिद्धांत के आसपास हैं जो कैप्चर करता है कि हम कितने करीब हैं हम चाहते हैं कि विभाग और फिर अनिवार्य रूप से इनका एक लेआउट रखने की कोशिश कर रहे हैं जो संभव के रूप में करीब फिट बैठता है जैसा कि लेआउट के लिए कुछ मात्रात्मक मॉडल के संबंध में इस मैट्रिक्स में क्या दर्शाया गया है हम उन्हें अगले व्याख्यान में देखेंगे